नमस्कार आपका एक बार फिर से स्वागत है डिज़ाइन थिंकिंग मॉड्यूल मे यह मॉड्यूल विश्लेषण करेंगे मेरे सहायक यहाँ हमें यह समझने मे मदद करेंगे की कैसे डिज़ाइन थिंकिंग मे विश्लेषण को हम असली दुनिया की समस्याओं पर लागू कर सकते है हमारे पास स्टीक्की नोट्स भी इस्तेमाल के लिए हमेशा की तरह मौजूद है तो हम आपको अब तक जिन बातों पर तथा जिन तकनीक पर चर्चा कर चुके है उनका उपयोग दिखाएँगे जिनमे मुखयतः हैं फाइव व्हयस अब हम इन बातों का लिखित अनुभव करेंगे जिसके लिए मैं कुछ प्रश्नों से इसकी शुरुआत करुंगा मुझे इस बात की बहुत उत्सुकता है की सहानुभूति चरण मे हमने क्या जाना जो की हमारा पहला चरण भी था हमने इसमे एक ग्राहक की भूमिका निभाई हमने एक स्कीट भी किया गया यहां हम एक इंटरव्यू करेंगे यह जानने के लिए कि पिछले सप्ताह जो कड़ी मेहनत आपके द्वारा की गई भावी ग्राहकों के दृष्टि गत तो मेरा आपसे प्रश्न यह है इसमें आपका अनुभव कैसा रहा सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स सर सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे लिए ये टास्क बहुत फ़ायदेमंद रहा सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने इससे क्या सीखा या हम एक बिज़नेस मॉडल की संरचना पर केंद्रित थे बल्कि जब हमने लोगों को को टास्क करते देखा जो हमने उनको दिए थे तो हमको अत्यधिक अंतर्दृष्टि हासिल हुई और हम चाहेंगे कि हम उनको और चर्चा मे शामिल करें प्रोफेसर ओके नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स सिद्धार्थ ने जो कहा उसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि तकनीक के असर से आज के छात्र जिस तरह अधिगम कर रहे हैं तथा जिस तरह जानकारी को आपस मे साझा कर रहे हैं वह हमारे वक्त पर जब हम स्कूल जाया करते थे से बहुत भिन्न हैं जब हमने अपने ग्राहकों का साक्षात्कार किया तो हमने जाना कि आज कोई भी किताब कॉपी की फोटो प्रति शेयर नहीं करता हैं आजकल सब डिजिटल मोड़ के माध्यम से तो इसमें बहुत भिन्नता हैं की जिस तरह हम सोचते हैं की अधिगम चल रही है और असलियत में उसका प्रारूप एकदम अलग ही है ये हमने तब जाना जब हमने ग्राहकों से बात की प्रोफेसर तो इंटरव्यू के दौरान ऐसी कोई बात जो आपको आश्चर्यचकित कर गयी हो एक तो शेरिंग ही है इसे तो मैं भी मानता हूँ इसे तो मैंने भी अनुभव किया है छात्र अक्सर अपने फोन पे स्लाइड की फोटो खीचते हैं और आपस मे ग्रुप मे साझा करते हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स एक विशेष बात जिस पर मैं फिर से आना चाहूँगा वो यह की आजकल जिस तरह से छात्र डिजिटल सूझ बूझ रखते हैं और जिस तरह से डिजिटल तकनीक को उन्होने अपनी अधिगम छात्र समझना चाहता है या समझने मे परेशानी महसूस करता है वो तुरंत ऑनलाइन वीडियो का सहारा लेता है ये ऑनलाइन वीडियो उसे बड़ी अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं हम ये जानते थे की ये हो रहा है पर साक्षात्कार के दौरान जिस पैमाने पर लोगों को हमने इसका इस्तेमाल करते जाना लोग वाकई इसपर बहुत निर्भर हो गए हैं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स मैं इसी मे एक बात जोड़ना चाहूँगा न सिर्फ ऑनलाइन वीडियो बल्कि पठन पाठन से जुड़ा बल्कि डिजिटली बहुत सा ऐसा कंटैंट मौजूद हैं जो छात्र आपस मे साझा करते है तो जो टॉपिक या कोई शब्द छात्र को समझ नहीं आता तो वो क्लास के बाहर ऑनलाइन उल्लेख करते हैं वजह भी समान्य है क्योंकि वो क्लास मे तो अपना स्मार्ट फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अगर शेरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन पर वापस आते हैं तो ऐसे कई वाक़या हैं जब छात्र क्लास के अंत तक रुक कर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड के फोटो ले कर आपस मे साझा करते हैं और अगर आपने व्हाइट बोर्ड पर कुछ खास लिखा है तो पूछिये मत उनसे सब्र नहीं होता क्लास के खत्म होने तक क्योंकि बोर्ड को क्लास के दौरान कई दफा मिटा जो दिया जाता हैं छात्रों के लिए क्लास के दौरान बार बार फोन निकालकर तस्वीर लेना भी एक बड़ी समस्या है जैसे की हमने उनसे बात की उनका मानना है की क्लास की हर बात को नोट करना भी संभव नहीं होता प्रोफेसर एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं जिसके लिए आप लोगों से मिले उनका साक्षात्कार किया कि कस्टमर जर्नी मैप जो की आपने परिकल्पित किया होगा वो असलियत से आपको कितना भिन्न मिला तो असली मुद्दे पर आते हैं जिसपर हमने काम किया है और जो हमारे अभ्यास से जुड़ा है जहां हमे कम से कम दो या तीन समस्या के विवरण प्राप्त हो सके सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स एक तो मूल रूप से कंटैंट का साझा करना ही है सर प्रोफेसर ओके सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स फिर एक स्टूडेंट जिसने अपने फोन से फोटो खींची हैं वो नोट्स की फोटोकोपी करा के दूसरे स्टूडेंट को प्रति करने के लिए प्रदान करता है ये भी एक समस्या के विवरण की भांति है जहां हर छात्र के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं है ये एक बड़ी समस्या है एक और समस्या के विवरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि अलग अलग विषयों की अलग अलग टेक्स्टबुक और नोटबुक का प्रचालन करना भी छात्रों के समक्ष एक समस्या हैं प्रोफेसर राइट सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हमने अपने साक्षात्कार मे पाया की छात्र अलग अलग विषयों की अलग अलग नोट बुक के बजाय एक मोटी नोट बुक को ही दो तीन भाग मे बाँट कर अलग अलग विषयों के लिए उपयोग मे लाते हैं प्रोफेसर तो क्या वो किसी प्रकार की टैगिंग या बुकमारकिंग जैसा कुछ उपयोग करते हैं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जी जी हाँ प्रोफेसर ओके सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह वो अलग विषयों को भिन्न रख पाते हैं प्रोफेसर विषयों के लिए ओके सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स और इस अवस्था मे अगर छात्र एक ही नोट बुक मे दो तीन विषयों को नोट करता है तो ज़रूरत पड़ने पर उसको काफी समस्या होगी वांछित कंटैंट के लिए उसको काफी सारे पन्ने छांटने पड़ेंगे प्रोफेसर तो अमूमन कितने विषयों को छात्र एक ही नोट बुक मे नोट करते हैं आपने तो मुख्यरूप से स्कूल जाने वाले छात्रों से ही संपर्क किया हैं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूल जाने वाले छात्र औसतन १० १२ विषय के लिए एक ही नोट बुक का उपयोग करते हैं प्रोफेसर वाह तो ये बात है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स और पी॰जी॰ छात्र करीब ६ से ८ ९ विषय प्रोफेसर पी॰जी॰ छात्र करीब ६ से ८ ९ विषय ओके नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स और रोज़ाना उनमे से लगभग ६० से ७० प्रतिशत विषय कवर होते है प्रोफेसर अच्छा स्कूल जाने वाले छात्र लगभग ६ विषय पढ़ते है रोज़ाना नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जी ६ से ८ विषय पढ़ते है रोज़ाना प्रोफेसर शायद कॉलेज जाने वाले कुछ कम विषय कवर करते है रोज़ाना नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जी प्रोफेसर ओके तो अब मैं समझा आप कुछ कह रहे थे प्लीज सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स एक दूसरा पहलू ये भी हैं की आज भी हम स्कूल जाने वाले छात्रों को कई अलग विषयों की नोट बुक और टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं प्रोफेसर ओके सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के इतने विकसित होने जाने पर भी हम आज भी स्कूल जाने वाले छात्रों को भारी बस्ता स्कूल ले जाते हुए पाते हैं ये एक बड़ी समस्या है हमने पाया की एक छात्र कम से कम ६ ७ टेक्स्ट बुक उसके संग ६ ७ नोट बुक भी बस्ते मे ले कर चलता है ये भी एक समस्या ही है तीसरी समस्या ये की डिजिटल अधिगम संसाधन तक हर किसी की पहुँच न हो पाना प्रोफेसर ओके नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जी डिजिटल अधिगम संसाधन पर मैं यह और कहना चाहूँगा की एक तो ये संसाधन हर छात्र हर समय क्लास मे उपयोग नहीं कर पाते हैं ऊपर से ये संसाधन जैसे कि आपका टबलेट या लैपटॉप आपको हर प्रकार का कंटैंट चुनने का अवसर देते है न की सिर्फ पठन पाठन से जुड़ा प्रोफेसर विकर्षण नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ विकर्षण तो यह एक कारण बन जाता है अभिवाहक और अध्यापकों के लिए छात्र पर अविश्वास करने का और उन्हे इन साधनों की खुली छूट ना देने का पर चूंकि इन संसाधन पर अधिगम से जुड़ी इतनी जानकारी मौजूद है की इनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाना भी हम एक समस्या की तरह ही देखते हैं प्रोफेसर ओके तो हमारे पास तीन समस्या हैं तो हम इनका विश्लेषण ढाँचे मे उपयोग करेंगे जिसके लिए हम वही टूल्स इस्तेमाल करेंगे जिन पे हमने पहले चर्चा की है तो सबसे पहले हम ये एक एक कर के लेंगे सो जो लोग हमे देख रहे है वो ठीक से समझ सके की डिज़ाइन थिंकिंग को असल जीवन मे कैसे उपयोग किया जाता है तो हम पहली समस्या से शुरुआत करते है और मैं चाहूँगा की आप लोग इसकी शुरुआत करे और मैं एक मार्ग दर्शक की तरह रहूँ सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम सबसे पहले विषयों की संख्या और उनसे जुड़ी टेक्स्ट बुक और नोट बुक के बारे मे बात करेंगे नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जी सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो पहली समस्या यह है की क्यों छात्रों को इतनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक का भार ढ़ोना पड़ता है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों छात्रों को इतनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक का उपयोग करना पड़ता है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स सही मे नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी सारी नोटबुक और टेक्स्ट बुक वाकई मे सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो सर क्या ये हमारा पहला वाइ है प्रोफेसर हाँ यह है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों छात्रों को स्कूल मे इतनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक का उपयोग करना पड़ता है प्रोफेसर हाँ मैं भी इसी बात को पहला वाइ मानूँगा सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हम अब इसी मे अपने दूसरे वाइ की खोज करेंगे प्रोफेसर हाँ तो क्या है आपका जवाब नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स इस सवाल का जवाब तो मैं भी सोच रहा हूँ सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स एक बात तो ये है की हर अलग अलग विषय के लिए अलग अलग अध्यापक होते हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स सही मैं भी यही सोचता हूँ सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स मूलत इसलिए की हर अध्यापक छात्र से अपने विषय की अलग नोट बुक बनवाना चाहता है जिससे वो उसे सत्यापित कर सके नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये हमारे पहले वाइ का जवाब हुआ की क्यो छात्रों को स्कूल मे इतनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक का उपयोग करना पड़ता है इसलिए क्योंकि हर अध्यापक छात्र से अपने विषय की अलग नोट बुक बनवाना चाहता है प्रोफेसर हाँ तो कृपया आप उसे यहाँ नोट कर दी जिये सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग विषयों को अलग अलग अध्यापक पढ़ाते हैं प्रोफेसर अब इसी के नीचे अपना दूसरा वाइ होगा सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स इसके जवाब मे जैसा की मैंने पहले कहा की क्यो हर अध्यापक छात्र से अपने विषय की अलग नोट बुक बनवाना चाहता है क्योंकि वह अपने विषय की छात्रों द्वारा ६० से ७० व्यवस्थित नोट बुक देखना चाहते हैं न की ऐसी ६० से ७० नोट बुक जिनमे दो या तीन विषयों को नोट किया गया हो श्याम पॉल एम मैं ऐसा मानता हूँ की ये अध्यापक के लिए काफी मुश्किल भी होगा बेशक यह काफी मुश्किल होगा सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये सिर्फ इसलिए है की हर अध्यापक छात्र से अपने विषय की अलग नोट बुक बनवाना चाहता है जिससे वो उसे सत्यापित कर सके प्रोफेसर तो हम इसे आपका जवाब मान लेते हैं की क्यो अलग अलग विषयों की अलग नोट बुक्स बनाने को अध्यापक छात्रों से कहते हैं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जी हाँ प्रोफेसर तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है की अलग विषय को अलग अध्यापक पढ़ाते हैं बल्कि ये जो आपने कहा अभी की नोट बुक्स अलग से सत्यापित हो सके ये हुआ असल कारण नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स ओके हमे यही लगता है प्रोफेसर आप को अभी यह भी देखते चलना होगा की हमारी सारी बातें एक श्रृंखला मे तार्किक अर्थ भी प्रस्तुत कर रही हो मुझे ये बात ठीक लगती है की क्यों छात्र बहुत सारी नोट बुक्स और टेक्स्ट बुक्स स्कूल ले जाते हैं जवाब है क्योंकि अलग अलग अध्यापक ऐसा छात्रों से चाहते हैं अगर आप एक ही नोट बुक का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी दिक्कत देगा जब मैथ्स अध्यापक आपसे आपकी नोट बुक चाहेगा वो नोट बुक साइंस अध्यापक के पास होगी नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसके विपरीत कि अलग विषय अलग अध्यापक पढ़ाते हैं बल्कि असल मे बात यह है कि अध्यापक अपने विषय के अलग नोट्स चाहते हैं आप चाहे तो इस बात को यहाँ लिख सकते हैं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अध्यापक हाँ यही लिख लीजिये नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये सिर्फ इसलिए की हर अध्यापक छात्र से अपने विषय की अलग नोट बुक बनवाना चाहता है जिससे वो उसे सत्यापित से जुड़ा है प्रोफेसर और भूल सुधार के लिए नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ सत्यापन के लिए प्रोफेसर तो क्या अध्यापक वाकई मे ऐसा करते हैं मैं एक कॉलेज के प्रोफेसर के तौर पे तो ऐसा नहीं करता सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ ये बात तो है कॉलेज स्तर पर ऐसा नहीं होता है प्रोफेसर तो ये प्रकरण स्कूल के हिसाब से हुआ क्योंकि स्कूल अध्यापक ऐसा करते हैं श्याम क्योंकि स्कूल मे गृह कार्य भी दिया जाता हैं अध्यापक को गृह कार्य भी जाँचना पड़ता है इसलिए ये अलग नोट बुक्स मे होना ज़रूरी हो जाता है एक दम सही तो यह स्कूल अध्यापकों के लिए हुआ सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये सत्यापन्न के लिए हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स नोट्स और असाइनमेंट के सत्यापन्न के लिए आप इसे एक स्तर से दूसरे स्तर जाता हुआ दिखा सकते हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो अध्यापक छात्र को अपने विषय के दिये कार्य के नोट्स और असाइनमेंट का सत्यापन्न क्यो करना चाहता है शायद इस बात की परख के लिए की छात्र की अधिगम ठीक से हो रही है कि नहीं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स पर इस बात ठीक से पता कैसे करेंगे प्रोफेसर ये मानते हुए की छात्र जो नोट्स लिख रहे है वो बातें उनके दिमाग मे भी बेठ रही है तो जो भी छात्र सुन रहे हैं सीख रहे हैं वही नोट्स मे रूपांतरित हो रहा हैं पर यह कोरी कल्पना ही है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जी हाँ और यह अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए ज़रूरी भी हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स इसी बात तो ठीक से परखने के लिए की अधिगम सुचारु रूप से और प्रभावी ढंग से हो रही है की नहीं अध्यापक अपने छात्रों के नोट्स और अस्सीग्न्मेंट्स की जांच करते हैं प्रोफेसर ओके पर एक अध्यापक को प्रभावी ढंग से हो रही अधिगम मे क्या रुचि है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स यही शिक्षक का मुख्य काम है प्रोफेसर हाँ यही उनका मुख्य काम है जिसके लिए उनको मेहनताना मिलता है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स क्या एक ही सवाल के विभिन्न जवाब होना मुमकिन है प्रोफेसर हाँ बिलकुल मैंने यह खुद भी देखा है और छात्रों को भी करते देखा है एक ही सवाल के विभिन्न जवाब हो सकते है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो इस प्रकरण मे छात्र नोट्स लिखता है या साझा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि शायद वो लिखने मे धीमा है या उसको समझने मे दूसरों से अधिक वक़्त लगता हैं यही वजह हो सकती हैं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स समझने की रफ्तार और लिखने मे धीमापन नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ यह एक कारण हो सकता है धीमा लिखना देर से समझ पाना सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ मैं आप से सहमत हूँ नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स एक और कारण यह हो सकता है की मैं उस दिन उपस्थित नहीं था सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो अब हमारे पास एक श्रृंखला बन रही है प्रोफेसर ओह हाँ आपने सही कहा अब हमारे पास एक श्रृंखला है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स एक और कारण हो सकता है की मैं किसी दिन उपस्थित नहीं था प्रोफेसर सही बात सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स यानि उपस्थिती मे कमी भी एक कारण है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स उपस्थिति मे कमी साथ ही ये भी एक कारण हो सकता है की मैं किसी और के लिखे नोट्स से अपनी अधिगम को बेहतर करना चाहता हूँ क्योंकि उसके नोट्स मेरे से बेहतर हैं प्रोफेसर हाँ सही बात हैं कुछ होते है बेहतर तरीके से नोट्स लिखने वाले नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसका मतलब अगर मैंने नोट्स लिखे भी हैं तो भी मैं उससे नोट्स लेना चाहूँगा जिसने नोट्स मेरे से बेहतर लिखे हो श्याम हो सकता है उनकी लिखावट बेहतर हो नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ यह हो सकता हैं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो छात्र बेहतर नोट्स लेने वाले छात्र को तलाशते हैं प्रोफेसर हाँ बेहतर नोट्स लिखने वाले को नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ बेहतर नोट्स या बेहतरीन नोट्स लिखने वाले को सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जी सही कहा आपने नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो अब हमे इनपे व्हयस को लागू करना है प्रोफेसर बिलकुल सही अब आपका कार्य तीन गुना बढ़ गया है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो देर मे समझना धीमा लिखना पर कोई छात्र ऐसा क्यो करेगा नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स कारण स्पष्ट है क्योंकि हर छात्र की समझने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है प्रोफेसर ये एक प्राकृतिक सीमा की तरह है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स प्राकृतिक सीमा की तरह है हाँ मेरा भी यही मानना है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो यह नोट करे नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हमे यह लिखना चाहिए प्रोफेसर अगर आपको यह लगता है की इससे हमारी समस्या और मज़ेदार हो जाएगी तो आप लिख सकते हैं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे लगता है हमे इसको लिखना चाहिए सर प्रोफेसर ओके तो लिख लीजिये नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स छात्र की व्यक्तिगत प्राकृतिक सीमाएं प्रोफेसर यह ध्यान दे की इनमें से कुछ बातें कोरी कल्पना ही है और उन्हे ऐसे ही माने ये हमारी सोच समझ के ऊपर निर्भर करता है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स यह भी एक विषय है की उपस्थिति मे कमी क्यो होगी प्रोफेसर हाँ किसी किसी क्लास मे सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो भी व्यक्तिपरक ही हुआ ना नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स ये हो सकता है की वो बीमार हो प्रोफेसर या कोई अच्छी फिल्म लगी हो नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ यह हो सकता है की वो बीमार हो प्रोफेसर हाँ बीमारी एक आम कारण हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ मैं भी मानता हूँ की बीमारी एक आम कारण हैं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स यह भी हो सकता है की वो किसी और कार्य मे व्यस्त हो श्याम जैसे स्कूल मे सह पाठयक्रम क्रियाए प्रोफेसर हां ये स्कूल मे बहुत होता है श्याम वार्षिक उत्सव या ऐसा ही कुछ प्रोफेसर हाँ जैसे सभाए वार्षिक उत्सव स्कूल डे इत्यादि सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स किसी और कार्य मे व्यस्त या व्यक्तिगत कारण से उनपस्थित नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ ये ठीक है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स और छात्र बेहतर नोट्स इस लिए तलाशते हैं क्योंकि उनको बेहतर नंबर जो लाने होते हैं परीक्षा मे सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एक कारण हो सकता है की वो बीच बीच मे कुछ लाइंस लिख ना पाये हो जब अध्यापक पढ़ा रहे हो श्याम हाँ हो सकता है की ज़रूरी बातें न लिख पाये हो सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स और यह भी जानने के लिए की एक पढ़ाकू छात्र अपने नोट्स कैसे बनाते हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स न सिर्फ की वो बेहतर नोट्स चाहते है पर वो कुछ लिख नहीं पाये या कुछ लिखने से कुछ छूट गया शायद इसलिए उनकी लिखने की गति धीमी हो जाती है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो यह ऐसा ही है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम अपने लिखे नोट्स से बेहतर नोट्स तलाश रहे हैं तो हमे यह लगता है की उनसे हमारी अधिगम भी बेहतर हो जाएगी तो इससे हम बेहतर अध्ययन के परिणाम हासिल करना चाहते हैं क्या यह बात हम यहाँ लिख सकते हैं हम यह बेहतर समझने के लिए भी कर रहे हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम बेहतर नोट्स तलाश रहे हैं जिससे हमे बेहतर अध्ययन के परिणाम हासिल हो सके सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ बिलकुल यही बात है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो अब इसके बाद क्या अब सवाल है की छात्र स्कूल मे विभिन्न क्रियाओं मे क्यो शामिल होते है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स कक्षा प्रतिनिधि या क्लास कैप्टन के पास और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती है ये भी एक कारण हो सकता हैं प्रोफेसर तो अगर छात्र क्लास मॉनिटर या क्लास लीडर है तो उस पर और भी जिम्मेदारियाँ होंगी सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतर अध्ययन के परिणाम के लिए क्यो कोई कोशिश करता है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतर अध्ययन के परिणाम कोई क्यो चाहेगा जिससे वो परीक्षा मे बेहतर अंक पा सके यह एक कारण हो सकता है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स और अच्छे से समझने के लिए भी नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक ही बात है श्याम पढ़ाई मे अच्छा रहने के लिए नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ ये ज्यादा उचित लगता है की वो पढ़ाई मे बेहतर होना चाहते हैं सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स लेकिन शैक्षणिक ही तो सिर्फ अधिगम की पूरी अवधारणा नहीं है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो फिर या तो आप इसको एक बेहतर अधिगम के परिणाम स्वरूप बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन की तरह जिससे आपको परीक्षा मे बेहतर अंक पाने मे आसानी होगी सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ अगर हमे प्रसंग की ठीक से जानकारी होगी तो हमे विषय की भी समझ ठीक से होगी नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ यह बात ठीक है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स शैक्षणिक स्तर पर छात्र को बाकी सब भी समझ आ जाएगा अगर उनको विषय की ठीक समझ आ गयी तो नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो क्यों एक छात्र किसी बात की ठीक से समझ पाना चाहता है क्योंकि इसलिए ही वह स्कूल जाता है और यही उसका काम है चूंकि स्कूल छात्र के संपूर्ण विकास के लिए है यह छात्र के लिए एक प्राकृतिक क्रिया ही है प्रोफेसर तो अब हमारी तीसरी समस्या का विवरण क्या है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंटैंट तक छात्र की पहुँच सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो छात्र को डिजिटल कंटैंट की आवश्यकता क्यों हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स एक कारण यह हो सकता है की छात्र की कक्षा के अंदर पढ़ाई और अधिगम अपूर्ण हो इसलिए वो डिजिटल कंटैंट की तलाश मे रहता है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स अपूर्ण यानि अधूरी अधिगम नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स एक कारण अधूरी अधिगम और दूसरा यह भी कारण हो सकता है की डिजिटल कंटैंट ज्यादा रोचकज्यादा मनमोहन होते है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंटैंट ज्यादा मनमोहन होते है और डिजिटल कंटैंट मे कई विकल्प भी मौजूद होते है जो की टेक्स्ट बुक्स मे नहीं है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपने जो कहा वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि डिजिटल कंटैंट ज्यादा मनमोहन होते है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो बस हम यह मान ले नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स लेकिन कक्षा मे अधिगम के अपूर्ण होने की वजह क्या है शायद यह की अध्यापक कक्षा मे कोई बात एक बार समझता है और व्यक्तिगत ध्यान दे पाना संभव नहीं होता है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ यह बात सही है की वाकई मे व्यक्तिगत ध्यान दे पाना संभव नहीं होता है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंटैंट कक्षा मे अध्यापक के एकालाप से कैसे मनमोहन होता है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंटैंट एक ऑनलाइन सेवा की तरह है जिसमे छात्रों के लिए कई विकल्प मौजूद हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमे छात्र कई तरह के टूल्स का उपयोग और विकल्प का चुनाव कर सकते है जैसे एनिमेशन का उपयोग जो क्लास मे अध्यापक के द्वारा संभव नहीं है सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो कारण है की छात्र को फैंसी उपकरण ट्रैंडी लर्निंग उपकरण का इस्तेमाल करने को मिलता है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स जी हाँ बिलकुल सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं इन्हे लिख लेता हूँ ट्रैंडी लर्निंग उपकरण और एनिमेशन नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स हर एक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना क्यों संभव नहीं होता शायद इसलिए की अगर अध्यापक हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देगा तो कभी भी अपनी बात और अपना पाठ्यक्रम पूर्ण ही नहीं कर पाएगा सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं यह लिख लेता हूँ पाठ्यक्रम पूर्ण करना होता है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स यह ऐसा ही है सिलैबस पूरा करने के लिए ऐसा करना पढ़ता है दोबारा एक प्राकृतिक सीमा इसी तरह यह दुनिया काम करती है नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स अब सवाल ये है कि अध्यापक या अध्यापिका पाठ्यक्रम क्यों पूर्ण करना चाहते हैं शायद इसलिए की स्कूल ऐसा चाहते हैं और पाठ्यक्रम की यह मांग भी है हमने अपने कस्टमर से साक्षात्कार मे यह जाना की अध्यापकों को साप्ताहिक समीक्षा से गुज़रना होता है जहां उनसे उम्मीद की जाती है कि एक समय तक उनका पाठ्यक्रम एक स्तर तक पूर्ण हो चुका हो तो यह एक अध्यापक के लिए दिक्कत वाली बात है जहां उससे उम्मीद की गयी है की उसने एक स्तर तक अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर दिया हो लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया हो अब मैं समझा सिद्धार्थ मातुरी सीईओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो स्कूल अध्यापकों से पाठ्यक्रम पूर्ण करने की आकांशा क्यो की जाती है प्रोफेसर स्कूल्स मुख्यता पाठ्यक्रम पूर्ण कराने पर ही ध्यान देते है अब मुझे लगता है की आपने तीनों प्रश्नों का व्यापक विश्लेषण कर लिया है जिनसे हमने शुरुआत की थी तो मैं आपसे यह बात साझा करना चाहता हूँ की यह उप खंड को हासिल कर लेते है जबकि कुछ को छू भी नहीं पाते मूलतः इसके कई कारण हो सकते है जैसे की आप किसी बात के बारे मे कम जानकारी रखते है या फिर किसी बात मे कम अनुभव रखते है जिन बातों की आपको अधिक जानकारी है आप उन बातों पर अधिक गहराई से सोच पाते हैं और जिन बातों को आप कम समझते हैं उन पे गहराई से विचार नहीं कर पाते है आप ऐसे ही तर्क वितर्क फील्ड स्टडीस मे भी दे सकते हैं यह आपके अनुभव पर निर्भर करता हैं आप लोगों से मिल सकते है कस्टमर्स से बात कर सकते हैं और अगर आपने ये पहले कहीं किया हैं तो आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं तो अब तब सब अच्छा रहा ज़रूरी बात यह है की आपको यह तय करना हैं की आपको किस स्तर तक काम करना हैं तो अब आप ऐसी ही दो तीन बातों पर विचार कर सकते हैं जहां आपको लगे की हाँ यहाँ यह समस्या है या फिर जैसे छात्र आपके पास अपनी कोई समस्या लेकर आते हैं या ऐसा ही कुछ तो अगर आपने एक बार यह तय कर लिया की आपको किस स्तर तक काम करना हैं तब आप हितो के टकराव पर काम कर सकते हैं हम भी इन्ही मे से एक बात तय करेंगे और फिर उस पर विचार करके देखेंगे की हितो के टकराव कैसे होते हैं आपने भी यह खुद महसूस किया होगा जब आपने अपने साक्षात्कार किए होंगे अपने छात्रों से जब आपको लगा होगा की हाँ यह बात छात्रों के लिए महत्पूर्ण हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हम यहाँ साझा करना मान सकते हैं प्रोफेसर ये आपका का काम हैं नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स चूँकि आज छात्र सूचना साझा करने के लिए मौजूदा तकनीक का खूब इस्तेमाल करते है परंतु वो यह ठीक से नहीं कर पा रहे है हमे इसी की पड़ताल करनी होगी प्रोफेसर ओके तो क्या अब आप एक विशेष वाइ तय कर सकते हैं जोकि आपका केंद्र भी हो नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे हिसाब से बेहतर अधिगुम परिणाम हो सकता है प्रोफेसर बेटर लर्निंग आउटकम नितिन कुरियन सीओओ Knoin इलेक्ट्रॉनिक्स तो यह स्तर हम पाना चाहते हैं प्रोफेसर ओके तो हम आखिरकार यही तय करते है की हमे इसपर ही काम करना हैं